ठीक है तो हमने ने लंबी लाइन के मामले देख चुके है तो यह रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड वोल्टेज के बीच का संबंध है और यह रिसीविंग एंड धारा और सेंडिंग एंड धारा के बीच का संबंध है यह सभी sine और cos हाइपरबोलिक शब्द है अब एक चीज आपके लिए बहुत समझने योग्य है यह A B C D मापदंड तो A वास्तव में coshγl है और यह आपका Bsinh γl है ठीक और आपका C 1Zcsin h γl है और A D है इसलिए यहां भी AD cosh γl के बराबर है यह सटीक है अब हम वास्तव में क्या चाहते हैं हम यह प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं कि आपकी A B C D मापदंड की गणना जो आपके π पाई प्रतिनिधित्व में समान रूप से वितरित मापदंडों को वितरित करती है तो समकक्ष π प्रस्तुति क्या होगी अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे करना है तो इस स्थिति में यह π मॉडल हैयह कैसे आ रहा है मैं आपको बताऊंगा तो यह आपके समकक्ष π मॉडल है तो यह Z1 Z sinh γ lγ l हैं यह Z1 है Z1 क्या है मैं उस पर आऊंगा फिर Y12मेरा मतलब है कि यह Z के बजाय यह आपका Z1 है आमतौर पर जब आप एक π मॉडल में कर रहे है उस समय यह Z और Y2Y2था लेकिन जैसा कि आपने सटीक रूप से लिया है इसलिए यह Z वास्तव में sinh γ lγ lकारकों को गुणा करेगा और यह उसी से आ रहा है केवल उस पर आऊंगा और Y2के बजाय यह पक्ष Y12हैयह पक्ष भी Y12 है और Y12Y2 है जब आपने A B C D मापदंड π मॉडल किया था तो यह केवल Y2 लेकिन Y2 को tan h Y l2Yl2 के साथ गुणा किया जाता है इसलिए इस तरह से चीजें आ रही हैं मैं उस पर आऊंगा लेकिन यह वही है जिसे आप π लंबी लाइन का प्रतिनिधित्व कहते है अब यदि आप यह देखते हैं कि नेटवर्क के लिए जो आपके सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच का संबंध जिसे आप VS कहते है जो की A इस 15 और 17 समीकरण के बराबर हैं यदि आप उस चीज पर पीछे जाते है π नियम पर π मॉडल A B C D मापदंडों के लिए ठीक यह 1 YZ2 है यह Z है यह Y 1 YZ4 है और यह 1 YZ2 है A D आपको पता है न ठीक तो यही समीकरण जब लंबी लाइन का प्रतिनिधित्व करते हैं π प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम Z या Y लिखने के बजाय हम उन्हें 1Z1Y12 R VR प्लस Z1 IR द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं और IS Y11Z1Y14VR1Z1Y12IR है यह समीकरण 44 है और यह समीकरण 45 है तो आपको क्या करना है आपको करना हैइसका मतलब यह है कि यह लंबी लाइन अभिव्यक्ति हैजिसका अर्थ हैयह अभिव्यक्ति कियह सटीक अभिव्यक्ति ठीक है यह लेकिन हम आपके A B C D लेने के बजाय यह चाहते हैं कि हम इसे मिटा देयह समकक्ष π मॉडल हैठीक तो उस स्थिति में जो होगा वह यह है कि हमें यह मिल जाएगा कि हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं अब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको क्या करना है कि हमने 1Z1Y12 को ले लिया है तो Z1 और Y1 हमें प्राप्त करना होगा तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं आप समीकरण 44 और 45 को समीकरण 40 और 41 के साथ तुलना करें और इस पहचान का सही उपयोग करने का उपयोग करें तो आपको इस मामले में क्या करना है की इस मामले में पहले आप इस tanhYl2 cosh Yl 1sinh Yl गणितीय पहचान का उपयोग करे यह संबंध इस समीकरण संख्या में उपयोग होगा जिसे मैंने 46 बनाया है लेकिन यह समीकरण उपयोग होगा अब हम क्या करेंगे कि यह Z1 IR हैठीक तो हमने इसका मतलब यह निकाला है यह आपका है जिसे आप कहते हैं A B C D मापदंड ठीक और आप जानते हैं कि B आपके Z के बराबर है इस समीकरण 18 से सामान्य π के लिए आप B Z जानते है ठीक लेकिन यहाँ हम B ले रहे हैयह Z के बजाय हम यह लिख रहे हैं जिसे आप Z1 कहते हैं यह Z1 है तो Z1 वास्तव में आपका मूल रूप से यह आपका Z1 ZC sinh γl के बराबर है ठीक है इसलिए यह Z1 हम आपके sinZC sinh γl के बराबर लिख रहे है ठीक है जो Z sinh YlYl के बराबर है यह कैसे आ रहा है हम आपको अगले पृष्ठ में बताऊंगा ठीक है यह समीकरण 47 है और Y1 2 Y2 tan h Y l2Yl2 के बराबर है यह 2 चीज कैसे आ रहा है मैं अगले पेज पर आ रहा हूंजब आप इस चीज को प्राप्त कर लेते हैं तो मैं इसका उपयोग करता हूं तो आप इस लंबी लाइन को समतुल्य π प्रतिनिधित्व द्वारा प्रदर्शित कर सकते है ठीक लंबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए यह IS है यह IR है यह सेंडिंग एंड धारा है यह रिसीविंग एंड धारा है यह VS है यह VR है और यह Y12 है और यह भी Y12 है और यह आपका Z1 Z sinh γ lγ lहै जो मूल में यह 𝜋 लाइन है मेरा मतलब है कि जब आप उस समय केवल 𝜋 मॉडल मान रहे थे तो यह हाइपरबोलिक शब्द संलग्न नहीं था तो इसका मतलब है कि Z को इस कारक से गुणा किया जाता है इसी तरह Y2 को इस कारक से गुणा किया जाता है पहले यह केवल Z और Y 2 था लेकिन लंबी लाइन के रूप में यहाँ पर इन 2 कारकों को गुणा किया गया है उसी तरह से यहाँ भी ऐसा नही है यहाँ भी Y12 हैमतलब यह सामान चीज ठीक है तो तो अब ये 2 चीजें कैसे आ रही यह Z1 इसके बराबर है और Y12 इसके बराबर है ठीक है देखो मैं उसके पास आ रहा हू यह वास्तव में Z1 आपका ZCहै इस तरफ दाईं ओर देखें Z1ZC sinhγl ठीक तो हम जानते हैं कि ZC छोटी z भागा छोटी y के वर्ग के बराबर है इसे पहले हमने परिभाषित किया है तो अंश और हर इसे यहाँ आप इस चीज से गुणा करते हैं Z और यहाँ भी Z इसलिए Z2 तो Z रूट स्क्वायर से बाहर आ जाएगा यह चीज रुट ओवर YZ होगीठीक लेकिन हम जानते हैं कि प्रोपगेसन स्थिरांक गामा रुट ओवर YZ के बराबर है जो हमने पहले भी देखी है इसका मतलब है कि ZC बराबर छोटी z भागा छोटी y ठीक अब आप अंश और हर को लाइन की लंबाई l से गुणा करते हैंयह क्योंकि Z प्रति बाधा है जो की ओमिक मान्य है जो की लाइन प्रति बाधा प्रति इकाई लम्बाई है तोzlYlमेरा मतलब है कैपिटल Z बराबर छोटी z गुना l जो हमने पहले देखा हैहमने देखा है कि यह कुल प्रति बाधा है और यह ZC Zyour Yl है इसलिए यदि ZC ZYl तो उस समीकरण के भीतर आपका वह पैरा जिसे आप सबमिट कर सकते हैं तो आप इसे डाल सकते हैं ठीक जो आपका आपका Z1 𝑍C sinh𝛾l है तोZC ZYlठीक तो आप इसे ZC ZYl यहाँ प्रतिस्थापित करते है तो यह Z sinh γ lγ lहो जाएगा आप इसे यहाँ डाल दिया है इसीलिए Z1 Z sinh γ lγ l बन जाएगा इसी तरह उस संबंध से हम 1 Z1Y12 cosh 𝛾l जानते हैंठीक यदि आप इस अभिव्यक्ति को देखें तो आपके A B C D मापदंड A 1 के बराबर है और 1 1 Z1Y12के बराबर है क्योंकि आप उस समकक्ष π को प्रदर्शित करना चाहते हैं और A यहाँ cosh γl के बराबर है इसलिए 1Z1Y12जो कि आपका वास्तव में हैं या A1 ठीक जो कि cosh 𝛾l के बराबर हैं इसलिएZ1Y12 cosh 𝛾l 1ठीक अब इसका मतलब है की Y12 cosh Yl 1Z1ठीक है इसीलिए यह Z1 Z sinh γ lγ lहै तो अब यहाँ आप क्या कर सकते हो पहले यहाँ cosh Yl 1Sinh Ylजो की वास्तव में tanh γ l2 के बराबर है मतलब यह Y12को 1Zc tanh γ l2लिखा जा सकता है ठीक तो पहले हमने देख चुका है की और हम जानते है की ZC यहाँ रुट ओवर ZY के बराबर है तो यहाँ आप अंश और हर को Y से गुणा करते है तो यह रुट ओवर ZY भागा Y हो जाएगा और गामा बराबर रुट ओवर ZY हो जाएगा यह वास्तव में छोटी z है ठीक तो यह कैपिटल Y भागा छोटी y है अब आप अंश और हर को l से गुणा करते हो तो Yly lठीक तो ZC बराबर छोटी 𝛾 गुणा l भागा बड़ी Y होगा ठीक इसलिए 1Zc Y 𝛾lठीक तो यहाँ आप 1Zc के बराबर Y 𝛾l डालते है तो आपको Y12 Y tanhYl2Ylमिलेगा ठीक है तो इसका मतलब इसको आप बनाते हैY12 यहाँ भी आप Y2 बनाते है लेकिन इसे आप tanhYl2Yl2 लिखते ही क्योंकि 2 2 वास्तव में समाप्त हो जाएगा लेकिन इसे बनाते Y2tanhYl2Yl2 है ठीक इसका मतलब यह Y2को लंबी लाइन की 𝜋 प्रतिनिधित्व में इस कारक के द्वारा गुणा किया जाता है ठीक है यही कारण है कि यही कारण है कि आप इस आरेख को π समकक्ष कहते हैं यह आपकी एक तरह की π प्रतिनिधित्व है तो Z को इस शब्द से गुणा किया गया है और Y2 को इस शब्द से गुणा किया गया है लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह शब्द और यह शब्द आपके 1 के लगभग बहुत करीब हैं यहाँ भी यही बात सही है लेकिन यह कमोबेश सही मॉडल है तो यहाँ तक हम शॉर्ट लाइन मीडियम लाइन और लॉन्ग लाइन के लिए आए हैं ठीक इसलिए अब मैं कुछ उदाहरण देखूँगा उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन के इस विशेषता के कुछ और विवरणों पर जाएंगे तो पहले आप इस उदाहरण पर विचार करें केवल पहला पहला उदाहरण एक सिंगल फेज लाइन का होगा लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स हल करें भले ही वह तीन फेज का हो आप पहले प्रति फेज के आधार पर सभी पैरामीटर्स को परिवर्तित करें लाइन को न्यूट्रल करें उसके बाद आप उसे हल करें तो पहले आप यह सिंगल फेज आवृत्ति 60 हर्ट्ज जेनरेटर 4500 किलोवाट के एक शक्ति पर इंडकटीव लोड की आपूर्ति करता है यह पावर फैक्टर है ठीक यह आपके पावर फैक्टर है मैंने छोड़ दिया हैतो पावर फैक्टर 08 लैगिंग का ठीक 20 किलोमीटर लंबी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ठीक लाइन प्रतिरोध और इंडकटेस 00195Ω और 060 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर हैं रिसीविंग एंड पर वोल्टेज को 102 KV पर स्थिर रखने की आवश्यकता होती है अर्थात रिसीविंग एंड वोल्टेज को 102 KV पर स्थिर रखा जाता है आपको यह पता लगाना है सेंडिंग एंड वोल्टेज और वोल्टेज विनियमन अब भाग बी कैपेसिटर के मूल्य को लोड के समानांतर इस प्रकार रखा गया है कि नियमन भाग ए और सी में प्राप्त 60 तक कम हो जाता है जो कि ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता की तुलना में भाग ए और भाग बी में होता है तो ये चीजें हैं जिन्हें हमें पता लगाना है इसलिए आपको यह पता लगाना होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज और विनियमनउसी समय पर संधारित्र के मूल्य को आपके उस रिसीविंग एंड कि भार के एक्रोस समानांतर में रखा गया है जैसे कि जो भी हो विनियमन जो आपको पहले मामले में मिला है वह 60 होना चाहिए इसका मतलब है आपको पावर फैक्टर में सुधार करना होगा और आपको यह पता लगाना होगा कि C का मान क्या है और यह समस्या है लेकिन यह सिंगल फेज डायग्राम है यह समस्या सिंगल फेज लाइन की है ठीक अब यह कैसे करना है इसे देखें इस तरफ केवल लाइन स्थिरांक दिए गए हैं R 00195 के बराबर है जो 20 किलोमीटर लंबाई है क्योंकि यह ओम प्रति किलोमीटर है तो यह 20 किलोमीटर की लंबाई 20 से गुणा होगा तो 039 Ωओम होगा ठीकऔर x आपके मिली हेनरी प्रति किलोमीटर के बराबर दिए गए है है तो यह आपका L है L मीली हेनरी प्रति किलोमीटर है तो 06 10 3 २π 60 हर्ज़ गुणा 20 किलोमीटर लाइन की प्रणाली तो यह 452 Ω है अब भाग पर आते हैं यह एक छोटी लाइन है ठीक तो एक छोटी लाइन के लिए कोई चार्जिंग एडमिटेंस लेने पर विचार करने का कोई सवाल नही है इस लिए I IR IS क्योंकि शॉर्ट लाइन में चार्जिंग शंट कैपेसिटेंस नहीं है इसलिए I IR IS ठीक है तो पहले आपको धारा की परिमाण पता करना है यह लोड की मात्रा किलो वाट में दी गई है और यह निश्चित रूप से किलो वाट है तो4500 भागा 102 और पॉवर फैक्टर 08 है जो VI cos∅ है वास्तव में VI cos∅ पॉवर के बराबर है तो मोड़ I के बराबर इस प्रकार एम्पीयर लिख रहा हूँ तोधारा का परिमाण 55147एम्पीयर हैसबसे पहले आप धारा कि गणना करते है अब समीकरण 6 से हमने देखा है कि VS का परिमाण VR प्लस के परिमाण प्लस I गुणा R ब्रैकेट Rcosδप्लस X sinδ ठीक है VsVrIRRcosXsin तो रिसीविंग एंड वोल्टेज को 102 किलो वोल्ट KV पर नियत रखा जाता है तो यह 10200 वोल्ट लिख रहे हैसभी यूनिट हम यहां वोल्ट में स्थानांतरित कर रहे हैं और पावर फैक्टर दिया गया है cos𝛿R 08तो sin𝛿R 06 ठीक और R और X का मान यहाँ पता है तो यहाँ सब कुछ स्थानापन्न करें और मुझे धारा का परिमाण भी पता है जो की 55147 है तो आप सभी को यहाँ स्थानापन्न करे और इसे यहाँ रखे ठीक तो आप सेंडिंग एंड वोल्टेज 11867 किलो वोल्ट के बराबर प्राप्त करोगे ठीक तो वोल्टेज विनियमन सूत्र जिसे आप जानते हैं शॉर्ट लाइन के लिए परिमाण VS माइनस परिमाण VR भागा परिमाण VR गुणा 100 के बराबर होता है इसलिए यहां VS VR को प्रति स्थापित करे तो आपको यहां विनियमन 1634 हो जाएगा ठीक तो यह वोल्टेज विनयमन मूल रूप से रिसीविंग एंड वोल्टेज के संबंध में हैं अब भाग में दिखाया गया है कि आपको उस वोल्टेज विनियमन में सुधार करना है जिसका अर्थ है उस पहले भाग में विनियमन 163 था लेकिन दूसरे भाग में हम लोड के एक्रोस एक शंट संधारित्र को जोड़कर इस वोल्टेज विनियमन को 60 बनाना चाहते हैं तो यह एक छोटी लाइन है तो यह प्रतिरोध R है यह X है और इसके माध्यम से बहने वाली धारा IR है यह एक कैपेसिटर है जो लोड से जुड़ा हुआ है तो यह धारा IC है जो आपके संधारित्र में जा रही है और यह धारा I है जो लोड में जा रही है तो यह एक साधारण श्रृंखला समानांतर सर्किट है ठीक पूरी तरह से आपके पास जो कुछ भी आपने किया है आपकी मूल सर्किट समस्या में भी पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए आपने कई तरह के सर्किट प्रॉब्लम लिए हैं लेकिन यहाँ यह पॉवर सिस्टम समस्या है ठीक इसलिए इस शर्त नियमन के तहत हम चाहते हैं कि यह होना चाहिए लेकिन रिसीविंग एंड वोल्टेज को हमे 102 KV पर स्थिर रखना है इसलिए यह अपरिवर्तित किया जाना है यदि विनियमन ज्ञात है यह 9804 है तो आप विनियमन सूत्र जानते हैं जो की VS VRVRहै इसलिए परिमाण VR 102 है तो 102 इस सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर है जो की 112 KV हैठीक तो इस विनियमन के साथ यदि आप इस रिसीविंग एंड वोल्टेज को 102 KV पर निश्चित रखते है तो तब सेंडिंग एंड वोल्टेज का परिमाण 112 KV होगा तो यह वह समतुल्य सर्किट आरेख है जब आपने एक संधारित्र को जोड़ा हैं अब फिर से अगर हम समीकरण 6 का उपयोग करते हैं तो हम VS की परिमाण को परिमाण VR प्लस परिमाण IR के बराबर लिख सकते है क्योंकि यह धारा है जो आपने रिसीविंग एंड धारा के रूप में लिया है यह धारा जो एक भाग संधारित्र और दूसरी भाग I की ओर जा रही हैजो भी आप इस समीकरण को लिखेंगे कृपया इस I को न लें नही तो यहाँ गलती होगी आपको रिसीविंग एंड धारा लेनी होगी क्योंकि वोल्टेज यह समानांतर है इसलिए वोल्टेज एक्रोस भार या संधारित्र के एक्रोस समान हैठीक और यह भार ज्ञात है और यदि भार ज्ञात है तो आपके द्वारा समकक्ष प्रति बाधा प्राप्त की जा सकती है तो मुझे I नहीं लेना है आपको यह IR लेना होगा यह IR ठीक है तो इस बारे में सावधान रहेंकभी कभी एक सामान्य मूर्खतापूर्ण गलती हो जाती है और धारा भार की ओर जा रही है तो यह IR नहीं है यह गलत है यदि कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो यह आपके IR हैठीक है तो परिमाण VS परिमाण VR IR के बराबर है क्योंकि संधारित्र जुड़ा हुआ है तो𝛿R बदल जाएगा तो हम 𝑅cos𝛿1 प्लस 𝛿sin 𝛿1 ले रहे हैंठीक तो परिमाण VS माइनस VR IR परिमाण के बराबर है जो R cos R cos𝛿 1R X sin𝛿1Rहैठीक अब वास्तव में संधारित्र हम यह मानते हैं कि मेरा मतलब है कि संधारित्र ऐसा नहीं है जिसे आप किसी भी वास्तविक शक्ति का उपभोग नहीं कहते हैं लेकिन बहुत कम है लेकिन हम उपेक्षा करते हैंठीक है हम मान लेंगे कि संधारित्र केवल प्रतिक्रियाशील शक्ति का सही उपभोग करता है लेकिन कोई वास्तविक शक्ति नहीं इसलिए चूंकि संधारित्र किसी भी वास्तविक शक्ति को उपभोग नहीं करता हैहमारे पास IR की परिमाण है जो हम यह लोड पावर 4500 किलो वाट के बराबर लिख रहे है और रिसीविंग एंड वोल्टेज को 102 रखा गया हैठीक यह cos𝛿 1Rहै मैं यहाँ इकाई एम्पीयर लिख रहा हूँ क्योंकि यह अंश है यह किलोवाट में है मैंने इसे वाट में परिवर्तित नहीं किया और हर को भी 102 किलोवोल्ट इसलिए इसे फिर से बदलने की आवश्यकता नहीं है इसे 1000 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है या यह cos𝛿 1Rगुणा 1000 समझने योग्य है तो यह आपका क्या होगा यह IR है क्योंकि संधारित्र कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपका कोई भी वास्तविक घटक है और वह शक्ति है इसलिए IR का संयोजन 4500 102 cos𝛿 1R एम्पीयर समान होगा तो लेकिन आपको को साइन का पता लगाना होगा कि जिसे आप कहते हैं यह समीकरण 2 है मैंने चिह्नित किया है और यह Vs Vr मैंने समीकरण 1 को चिह्नित किया है यह 1 है और यह 2 है इसलिए मुझे आशा है कि आप इसे समझ गए होंगेठीक अगला यह है कि आपको VS 112 KV और VR भी 102 KV दिया गया है यह सब बातें आपको पता हैं ठीक तो आपको घटाना होगा आप क्या करेंगे कि आप समीकरण 1 और 2 से और ये दो 2 ज्ञात IR और R और X मान भी पता है तो आपको 𝛿 1Rका पता लगाना है ठीक तो समीकरण 1 और 2 से इसलिए आप यहाँ प्रति स्थापित करेंगे यह VS 112 और VR 102 जिसे आप यहाँ स्थानापन्न करेंगे IR भी आप यहाँ स्थानापन्न करेंगे और R मान और X मान भी हमे पता है तो आप यहाँ R और X को भी स्थानापन्न करेंगे और आप थोड़ा सा हल करेंगेठीक मैं यह सब स्टेप नहीं लिखा हुं लेकिन यह सरल चीजें हैं जो आप स्थानापन्न करेंगे यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्राप्त करोगे इसीलिए मैं समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से लिख रहा हूं ठीक बाद में थोड़ा सा सरलीकरण करने के बाद आपको जो मिलेगा वह आपको 452 मिलेगा फिर tan𝛿1R 1876 के बराबर होगा इसका मतलब है कि tan𝛿1R 0415 अतः 𝛿1Rवास्तव में 225 डिग्री के बराबर है तो cos 𝛿1R 09238ठीक यह आपका सुधार पॉवर फैक्टर है पहले यह 08 था अब यह 09238 है क्योंकि आप इसे 60 के विनियमन को बनाए रखना चाहते हैं जो कि आपके संधारित्र बिना लोड के एक्रोस है और Cos𝛿1R 09238 है अब यहाँ से आप अब cos 𝛿1R बराबर 09238 स्थानापन्न करें तो यदि आप ऐसा करते हैं तो IR का परिमाण आपको 47756 एम्पीयर मिलेगा यह धारा है अब इस सर्किट से अब इस सर्किट से IR IC I ठीक तो इसलिए IR आपकी IC I के बराबर है तो IC IR I ठीक तो IR आपका 47756 है और यह उस धारा का परिमाण है और यह 𝛿1R 225 लैगिंग है तो IR 47756 225 डिग्री यह आपका IR है और धारा I लोड की ओर जाने वाली हमने 55147 प्राप्त किया हैं और पावर फैक्टर आपका 08 हैयह लैगिंग है इसका मतलब है यह धारा I मेरा मतलब है यह धारा यह आपका I जो की पहली स्थिति मैं यह लोड की ओर जा रहा था और यह धारा उस समय IR था क्योंकि उस समय शंट कैपसिटर वहां नहीं था ठीक तो I 55147 कोण माइनस 3686 डिग्री 87 डिग्री ठीक और यह आपकी IR है जो की शंट कैपेसिटर को लगाने के बाद का है तो अब इसका मतलब है आपका IC आपका IR I होगा और आपको IC j 114813 एम्पीयर मिलेगा ठीक तो अब यह आपका लीडिंग धारा है जो कि कैपेसिटर है इसलिएj वहाँ है जो ल्राडिंग धारा है ठीक तो आप अधिक दशमलव स्थानों को ले सकते हैं मैं इसे थोड़ा बाद में समझाऊंगा तो 𝑋C 1𝜔C VRIC यह परिमाण है ठीक इसलिएVR 102 गुणा 1000 है हम इसे वोल्टेज बनाया है क्योंकि यहां धारा एम्पीयर है तो 14813 से विभाजित किया है तो इसका मतलब है कि 𝜔 2𝜋 हमने 60 हर्ट्ज सिस्टम लिया है तो 2𝜋∗60∗𝐶1020014813 लिया है इसलिए यदि आप यहाँ से C की गणना करते हैं तो C 385 माइक्रो फैरड हो जाएगा यह कैपेसिटर है ठीक कैपेसिटर का मान है इसलिए हमने जो देखा है कि यह आपके पहले बिना संधारित्र के माइनस 3687 था अब जब आप संधारित्र लगाते हैं तो यह माइनस 225 डिग्री है जो कि आपके लैगिंग धारा है पहले यह माइनस 368 था लेकिन अब हमें संधारित्र C 385 मिला है लेकिन आपके संधारित्र द्वारा वास्तव में कितनी प्रतिक्रियाशील शक्ति की आपूर्ति की गयी है तो यह भी आपको करना है आपको इसे प्राप्त करना है तो इस मामले में पहली बात यह है कि जब कोई संधारित्र नहीं था तो लोड द्वारा अवशोषित प्रतिक्रियाशील शक्ति QL आपके QL PL Tan𝜑 के रूप में लिख सकता हूंठीक तो इसका मतलब है जब आप पावर P को लिखते हैं तो मैं L j QL में डाल रहा हूं जो कि लोड पॉवर है यह आपका S है जो हम लिखते हैंआपका Tan𝜑 QLPLठीक मतलब QL PL Tan𝜑 ठीक यही कारण है कि हम आपका प्रतिक्रियाशील शक्ति लोड द्वारा अवशोषित QL PL Tan𝜑 लिख रहे है सरल चीज है ठीक तो इसलिए PL 4500 किलो वाट और आपका cos𝜑 08 है और आपका cos𝜑 08 है तो sin𝜑 07 क्षमा करें 06 ठीकइसलिए Tan𝜑 0608 075 इसीलिए वह आपका 4500 07 किलो वोल्ट है जो कि QL 3375 किलो वोल्ट है यह वह है जिसे आप लोड प्रतिक्रियाशील शक्ति कहते हैं अब जब संधारित्र भार से जुड़ा होता है जो संयुक्त शक्ति कारक आपको 𝐶os 𝛿 1R 09238 मिला है तो यह आपको अब मिल गया है 𝐶os 𝛿 1R 09238 यह हमने प्राप्त कर लिया है इसलिए tan𝛿1R 0415 मैंने लिया है लेकिन मैं तीन और अंकों को भी जोड़ता हूं 044 आप केवल 3 अंकों तक जा सकते हैं तो यह है cos𝛿1R यह इतना है इसलिए tan𝛿1R इतना हो जाएगा इसलिए संयुक्त भार और संधारित्र द्वारा अवशोषित प्रतिक्रियाशील शक्ति जो कि 𝑄1L है मैंने इसे 4500 के बराबर बनाया है क्योंकि भार शक्ति वास्तविक शक्ति है और संधारित्र किसी भी वास्तविक शक्ति को नही खींचता है यह केवल प्रतिक्रियाशील शक्ति खींच रहा है तो हम 4500 गुणा इस tan𝛿R लिख सकते हैं यहाँ यह PL Tan𝜑 था और यहाँ यह 𝜑 है वास्तव में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए 𝜑 को लेकर आप अपना 𝛿R भी ले सकते हैं आम तौर पर कभी कभी आप केवल 𝜑 लिखते हैं लेकिन 𝜑 𝛿R एक ही चीज है तो इस मामले में आप क्या कर सकते हैं कि यह 𝑄1L 4500 है क्योंकि संधारित्र में कोई वास्तविक शक्तियां नहीं हैं तो वास्तविक प्रतिक्रियाशील वास्तविक शक्ति हमेशा सामान रहेगी और गुणा tan𝛿 यह चीज़ 𝛿1Rइसलिए कोई भ्रम नहीं होना चाहिए तो tan 𝜑 वास्तव में tan𝛿R के बराबर हैठीक इसलिए यदि आप इस चीज को रखते है यह𝑄1L बराबर यह किलो वोल्ट गुणा यह tan का मान तो आप 𝑄1L 18677 kilo VAR प्राप्त करोगे ठीक है इसलिए प्रतिक्रियाशील बिजली की आपूर्ति यह एक पूरा है तो संधारित्र द्वारा आपूर्ति की गई एक प्रतिक्रियाशील शक्ति QC QL 𝑄1L होगी क्योंकि यह QL था और पूरा यह 18677 है और फिर संधारित्र द्वारा कितनी आपूर्ति की जाती है मतलब QL 𝑄1L जो कि 15073 किलो VAR के बराबर है अब Q QC 2 XC अब हमें परिणाम को सही सत्यापित करना है कि हम सही हैं या नहीं अब QC 2 XC यदि आप बनाते हैं क्योंकि इस संधारित्र के माध्यम से जाने वाली धारा IC है और XC रिएक्टेंस है इसलिए यह 𝑋C आपके QC भागा IC के वर्ग के बराबर है यह किलो VAR है तो 15073 10 3 और यह 14813 है जो धारा है ठीक तो IC 14813 परिमाण है तो XC 687ओम है फिर से XC के बराबर आप VRICलिख सकते हैं यह VRIC है यह 688 है यहाँ अंतर 07 01 ओम है